नमस्कार दोस्तों प्रशीतन चक्र पर दूसरे व्याख्यान के लिए फिर से स्वागत है अब कल के व्याख्यान में आपको प्रशीतन की अवधारणा और प्रशीतन की आवश्यकता के बारे में प्रस्तावित किया गया है जहां हमने सीखा है कि प्रशीतन का उद्देश्य केवल किसी जगह के तापमान को आसपास के तापमान से कम करना नहीं बल्कि इसे बनाए रखना भी है और जबकि कम तापमान क्षेत्र का उत्पादन करना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन उस कम तापमान को बनाए रखना बहुत कठिन है क्योंकि स्वाभाविक रूप से ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान तक प्रवाहित होती है और इसलिए कम तापमान वाले स्थान से हमें लगातार ऊष्मा को बाहर निकालना होता है और इसे वापस आसपास में जमा करना होता है और उस उद्देश्य के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम के अनुसार कुछ कार्य इनपुट की आवश्यकता होती है जो रिवर्स हीट इंजन की अवधारणा की ओर ले जाता है जो कि प्रशीतन या हीट पंप चक्र भी है कल हमने प्रशीतन के अनुप्रयोगों के बारे में भी चर्चा की है कम तापमान क्षेत्र के उत्पादन के विभिन्न तरीकों और जिनमें से चरण परिवर्तन प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग सबसे आम पाए गए हैं वास्तव में आपने जिन अन्य प्रक्रियाओं पर चर्चा की है वे कुछ हद तक व्यावहारिक उपयोग में हैं लेकिन जो चरण परिवर्तन की प्रक्रिया का अनुप्रयोग है वह संभवतः प्रशीतन की स्थापना का सबसे आम तरीका है वास्तव में मुझे संभवतः शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि 90 मामलों में आप पाएंगे कि आप जो प्रशीतन प्रणाली के साथ काम कर रहे हैं या आप अनुभव कर रहे हैं वह किसी प्रकार की चरण परिवर्तन प्रक्रिया पर आधारित है और यहां तक कि यहां जो बरकरार है वह वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र है जहां हम एक कंप्रेसर का उपयोग करके संपीड़ित होने के लिए वाष्प का उपयोग करते हैं और यह दो दबाव स्तरों के बीच संचालित होता है एक वाष्पीकरण दाब है और दूसरा संघनित्र दाब है सबसे आदर्श चक्र रिवर्स कार्नोट चक्र है जो पारंपरिक कार्नोट चक्र के ठीक विपरीत है यहां दिशाएं विपरीत हो जाती हैं सभी ऊष्मा और कार्य हस्तांतरण की दिशाओं और साथ ही प्रत्येक प्रक्रिया की दिशा को हमने उलट दिया है तदनुसार यह कम तापमान क्षेत्र से ऊष्मा निकालने में सक्षम है कह सकते हैं सबसे कम संभव तापमान जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं वह बाष्पीकरण करनेवाला तापमान TE है उच्चतम तापमान संघनित्र तापमान TC है इसलिए उस कंडेनसर से रेफ्रिजरेंट कम तापमान वाले स्थान से QE ऊर्जा निकालने में सक्षम होंगे जबकि कंडेंसर मे रेफ्रिजरेंट QC मात्रा को आसपास के वातावरण में जमा कर रहे होंगेऔर इसी बीच में कंप्रेसर यह संपीड़न प्रक्रिया है यहाँ कंप्रेसर का उद्देश्य प्रशीतक के दबाव के स्तर को बाष्पीकरणीय दबाव के स्तर से कंडेनसर दबाव स्तर तक इस प्रकार बदलना है कि संतृप्ति तापमान बाष्पीकरणीय दबाव के अनुरूप जो Psat है या मुझे दूसरे तरीके से लिखना चाहिए TE जो कुछ नहीं बल्कि आपके वाष्पीकरण दाब के अनुरूप संतृप्ति तापमान है लक्ष्य तापमान की तुलना में कम होना चाहिए इसी तरह TC कंडेनसर तापमान जो कंडेनसर दबाव के अनुरूप संतृप्ति दबाव है को आसपास के तापमान से अधिक होना चाहिए अतः कंप्रेसर का उद्देश्य इन दो दबाव स्तरों के बीच काम करना है या इस PE और PC के बीच दबाव स्तर के अंतर को उपयुक्त रूप से बदलना है अब जबकि रिवर्स कार्नोट चक्र सबसे आदर्श रिवर्स हीट इंजन है हम इस संभावित सीओपी का सबसे अच्छा संभव प्रदर्शन दे सकते हैं लेकिन इसके साथ कई व्यावहारिक समस्याएं हैं यदि आप इसके लिए सिर्फ COP लिखते हैं तो हम जानते हैं हम पहले ही कल प्राप्त कर चुके हैं कि रिवर्स कारनोट चक्र के लिए COP इसके बराबर होगा COPrev Carnot cyle TETC TE हालांकि रिवर्स कार्नोट चक्र के व्यावहारिक अनुप्रयोग की समस्या दो ऐसेन्ट्रॉपिक प्रक्रियाओं की वजह से है जबकि दो हीट ट्रांसफर प्रक्रियाएं आइसोथर्मल हैं लेकिन वे प्रकृति में इसोबैरिक भी हैं क्योंकि दोनों चरण परिवर्तन क्षेत्र के अंदर हो रहे हैं और इसलिए उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है लेकिन संतृप्त मिश्रण से शुरू होने वाली इस संपीड़न प्रक्रिया को करना बहुत मुश्किल है और साथ ही विस्तार की प्रक्रिया को पूरा करना भी बहुत मुश्किल है अगर हम शुरू करते हैं तो मुश्किल से हमें कोई भी वर्क आउट मिलने वाला है जो कि संतृप्त तरल है और बहुत कम गुणवत्ता वाले मिश्रण के लिए निरंतर विस्तार है उस समस्या को मिटाने के लिए विशेष रूप से कंप्रेसर पक्ष के एक विस्तार पर अक्सर इस वाष्पीकरण प्रक्रिया को संतृप्त वाष्प लाइन तक जारी रखने की अनुमति दी जाती है हमें कहना चाहिए बिंदु 2' जहां से हम संपीडन प्रक्रिया के लिए TC तापमान स्तर तक जाएंगे जो कि इस बिंदु से इस बिंदु 3' पर है अब 1 से 2 तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया और फिर 2 से 3 तक संपीडन प्रक्रिया बहुत अधिक समस्याग्रस्त नहीं है हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं हालाँकि समस्या संक्षेपण प्रक्रिया के दौरान होती है क्योंकि यदि हम इस बिंदु 4 की ओर 3 से जाना चाहते हैं तो यह 3 से 3 यह भाग सबसे अधिक समस्याग्रस्त है क्योंकि यहाँ हम isothermal हीट ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सिस्टम लगातार उच्च दबाव क्षेत्र में जा रहा है तो मूल रूप से आपको एक कंप्रेसर डिजाइन करना होगा जो एक आइसोथर्मल हीट एक्सचेंजर के रूप में भी कार्य करेगा जो व्यवहार में संभव नहीं है और उस उद्देश्य के लिए हम इस चक्र में जाते हैं जिसे हमने एक मानक संतृप्त एकल चरण चक्र या SSS चक्र के रूप में परिभाषित किया है और जैसा कि हमने चर्चा की है अगर हम इस चक्र की तुलना पिछले एक से करते हैं जहां वाष्पीकरण प्रक्रिया संतृप्त वाष्प अवस्था तक जारी है फिर हमारे पास एक अतिरिक्त हिस्सा है मुझे केवल उन दो परिवर्तनों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहिए जो कि आपको इस SSS चक्र में रिवर्स कार्नोट चक्र की तुलना में मिल रहे हैं एक यह है कि यहाँ हीट ट्रांसफर प्रक्रियाएँ आइसोथर्मल नहीं हैं बल्कि हीट ट्रांसफर प्रक्रिया वहाँ आइसोबैरिक हैं इसलिए वाष्पीकरण और संघनन प्रक्रिया दोनों ही प्रकृति में आइसोबारिक है और इसलिए संपीड़न के दौरान अंतिम तापमान यह T2 TC नहीं है बल्कि यह TC से अधिक है जहां TC इस विशेष तापमान को संदर्भित करता है बस रिवर्स कार्नोत चक्र के लिए उपयोग की जाने वाली नोटेशंस के अनुरूप हम रहेंगे जहां यह हमारा TE है सबसे कम तापमान हालांकि TE का उच्चतम तापमान TC से अधिक रहता है इसलिए यहाँ T2 की पसंद इस प्रकार है कि T2 इस TC के अनुरूप संतृप्ति तापमान के बराबर हो जाता है बल्कि इसी संतृप्ति तापमान के होने के नाते यहाँ हम इस नोटेशंस पर वापस जा रहे हैं T2TsatPc क्योंकि यहाँ यदि हम कार्नोट चक्र के संकेतन की तुलना इस विशेष संकेतन से करते हैं तो हमने यह तब लिखा जब हमारी पूरी प्रक्रिया संतृप्ति गुंबद में प्रतिबंधित थी लेकिन एक बार जब आप इसे संतृप्ति गुंबद के बाहर प्रतिबंधित कर देते है तो यह T3 T3 से अधिक है या मुझे यह कहना चाहिए कि यह PC के अनुरूप Tsat से अधिक है क्योंकि अंतिम दबाव या इसके बजाय यदि आप लिखते हैं कि T3 के अनुरूप संतृप्ति दबाव PC से कम होगा तो हमें निरंतर उच्च दबाव वाले क्षेत्र की ओर बढ़ना होगा जो यहां समस्या नहीं है क्योंकि पूरी गर्मी हस्तांतरण प्रक्रिया निरंतर दबाव पर हो रही है और दूसरा परिवर्तन जो हमने किया है हमारे पास कोई टरबाइन नहीं है जो कि एक वाल्व एक थ्रॉटलिंग डिवाइस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है इसलिए हमारे पास किसी भी तरह का कार्य आउटपुट प्रक्रिया 3 से 4 से पहले नहीं है यह एक सामान्य थ्रॉटलिंग प्रक्रिया है मैं पहले संक्षेपण प्रक्रिया के बारे में बात करता हूं संक्षेपण प्रक्रिया में गर्मी की इस अतिरिक्त मात्रा को अस्वीकार करना पड़ता है इसलिए ऊष्मा के नुकसान की कुल संक्षेपण मात्रा में वृद्धि हुई है जबकि वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्योंकि थ्रॉटलिंग की उपस्थिति के कारण यह गर्मी हस्तांतरण की मात्रा है जो कम हो रही है इसलिए आपके QE में कमी है और अगर हम इस क्षेत्र को A2 कहते हैं और इस क्षेत्र को A1 कहते हैं जो कि हमारी नोटेशंस के अनुरूप हैं जो हमने पिछले व्याख्यान में उपयोग में ली है तब आप देख पाओगे कि इस चक्र के लिए η जिसे परिभाषित किया गया है cycle COPSSSCOPCarnot यह पाया गया कि cycle1 A1QECarnot1A1A2Wnet in Carnot तो A1 और A2 में किसी भी वृद्धि से चक्र की दक्षता कम हो जाएगी और तदनुसार इस SSS चक्र के लिए COP हमेशा Carnot चक्र के लिए COP से कम नहीं होगा लेकिन फिर भी यह व्यावहारिक रूप से बहुत अधिक प्रासंगिक या बहुत अधिक संभव है क्योंकि हमें गर्मी हस्तांतरण के दौरान किसी भी संपीड़न से निपटने की आवश्यकता नहीं है यहाँ दोनों हीट ट्रांसफर निरंतर दबाव में हो रहे हैं और इसके अलावा हमें उस समस्याग्रस्त टरबाइन विस्तार से निपटने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इसे हम एक थ्रॉटलिंग वाल्व के साथ बदल रहे हैं बेशक वह टरबाइन हमें कार्य आउटपुट देने वाली है जो कि हमें उस वैचारिक रिवर्स कार्नोट चक्र से मिल सकता था जो आपको नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी यह व्यवहार में बहुत अधिक टिकाऊ है और इसलिए हम व्यावहारिक संचालन के लिए मानक संतृप्त एकल चरण चक्र का उपयोग करते हैं वास्तव में इसका उपयोग इतना आम है कि अक्सर इसे वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है तो यह Ts और Ph आरेख दोनों यहाँ दिखाए गए हैं थ्रॉटलिंग प्रक्रिया एक निरंतर एंथैल्पी प्रक्रिया है इसलिए इस चक्र में वास्तव में दो निरंतर दबाव और एक निरंतर एंथैल्पी प्रक्रिया शामिल है और इसलिए यह इस Ph आरेख पर प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी सुविधाजनक है यदि आप इसका सैद्धांतिक रूप से विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप ये विचार कर रहे हैं यहां चार घटक बाष्पीकरण करनेवाला कंप्रेसर कंडेनसर और थ्रॉटलिंग वाल्व हैं हम उन सभी को स्थिर अवस्था स्थिर प्रवाह उपकरण मान रहे हैं फिर पाइपलाइनों से कोई दबाव ड्रॉप और गर्मी रिसाव नहीं होता है क्योंकि ये सभी घटक पाइपलाइन से जुड़े होंगे इसलिए हम पाइपलाइनों से किसी भी तरह के दबाव ड्रॉप और गर्मी रिसाव की उपेक्षा कर रहे हैं और इसके अलावा मुझे यहाँ पर दोनों को संपीड़ित करने की प्रक्रिया को isentropic मान लेना चाहिए और हम किसी भी प्रकार के दबाव ड्रॉप की उपेक्षा कर रहे हैं जो भी हो सकता है जब रेफ्रिजरेंट बाष्पीकरण और कंडेनसर से गुजरता है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन आइसोबैरिक हैं और उनके दौरान कोई दबाव ड्रॉप नहीं है और हम गतिज और संभावित ऊर्जा में किसी भी बदलाव की उपेक्षा कर रहे हैं तब यदि हम थर्मोडायनामिक्स के लिए इस विशेष प्रकार स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करें किसी भी प्रकार की स्थिर अवस्था स्थिर प्रभाव प्रक्रिया के लिए यदि हम एकल इनलेट एकल आउटलेट डिवाइस के लिए थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून लागू करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि Q Wmhe12Ce2gze hi12ci2gzi जबकि i इनलेट स्थिति को संदर्भित करता है और जैसा कि हम उस गतिज और संभावित ऊर्जा को नगण्य करने के लिए बदल रहे हैं तोयह मिलता है Q Wmhe hi or q wmhe hi तो अब हम प्रत्येक घटक का अलग अलग विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं पहले बाष्पीकरण करनेवाला इसलिए बाष्पीकरणकर्ता के लिए यहां हम 4 से 1 प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं यहां यह आइसोबैरिक है और गर्मी हस्तांतरण हो रहा है लेकिन जैसा कि प्रक्रिया के दौरान दबाव नहीं बदल रहा है और यह एक स्थिर प्रवाह प्रक्रिया है मुझे आशा है कि आपको याद होगा कि स्थिर प्रवाह प्रक्रिया के लिए w को इस प्रकार लिखा जा सकता है w 12vdp जैसा कि कोई दबाव परिवर्तन नहीं है यह इस विशेष स्थिति में शून्य के बराबर हो सकता है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 Q dot E प्रशीतन प्रभाव है क्योंकि आप प्रशीतन चक्र के बारे में बात कर रहे हैं जहां ऊष्मा निकालने की मात्रा उद्देश्य है तो Q dot E हमारा उद्देश्य है और एक बार जब हम इसे बड़े पैमाने पर प्रवाह दर से विभाजित कर रहे हैं तो हमें विशिष्ट प्रशीतन प्रभाव मिल रहा है अब अगर हम कंप्रेसर पर जाते हैं तो कंप्रेसर के लिए जहां भी प्रक्रिया 1 से 2 होती है हम इसे आइजन्ट्रोपिक मान रहे हैं इसलिए कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं हो रहा है बल्कि सिस्टम को काम दिया जा रहा है तो चलिए इस Win को WC के बराबर लिखते हैं उस स्तिथि में WCmh2 h1 जहां Wdot C प्रणाली को दिया हुआ कार्य इनपुट है जोकि प्रणाली पर किया गया कार्य है जो कि ऋणआत्मक होगा अतः WCmh2 h1 और यदि कोई हीट ट्रांसफर चल रहा है तो हमें इसे भी जोड़ना होगा लेकिन आपका मानना यह है कि यह आइंजट्रोपिक है और इसलिए यह संपीड़न कार्य इस प्रकार दिया गया है mh2 h1 यदि आप पिछली स्लाइड से फिर से शब्द लिखते हैं तो मिलेगा QEmh1 h4 और WCmh2 h1 अब हमारे पास कंडेनसर है कंडेनसर में हमारे पास 2 से 3 की प्रक्रिया है और यह फिर से आइसोबैरिक है इसलिए कोई कार्य हस्तांतरण नहीं है लेकिन गर्मी हस्तांतरण है इसलिए इस गर्मी को सिस्टम द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है इसलिए यह नकारात्मक है और इसके बराबर है QCmh3 h2 जो कि आपको देता है QCmh2 h3 और अंत में थ्रॉटलिंग डिवाइस जहां आप 3 से 4 प्रक्रिया कर रहे हैं हम जानते हैं कि हम थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जहां कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं है कोई काम हस्तांतरण नहीं है और इसलिए हम जानते हैं कि थ्रॉटलिंग एक आइसेंथालपिक प्रक्रिया है हम सीधे लिख सकते हैं h3 h4 इसलिए इसके साथ हमें इसके COP के संदर्भ में सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होगा इसलिए Win netWC WT चूंकि टरबाइन इस मामले में मौजूद नहीं है इसलिए यह बन जाएगा Win netWC WT mh2 h1 फिर आपका COP आपका वांछित आउटपुट बन जाता है जो है COP QEWin net यह बन जाता है h1 h4h2 h1 यहाँ यह अंश विशिष्ट प्रशीतन प्रभाव है जो लिखा है और यह भाजक है इसे अक्सर विशिष्ट संपीड़न कार्य कहा जाता है अर्थात कंप्रेसर कार्य की मात्रा जिसे आपको इकाई द्रव्यमान प्रवाह दर से आपूर्ति करना है तो बस इन तीन बिंदुओं 1 2 और 4 की एंथैल्पी के ज्ञान से हम इस से COP के मान की पहचान करने में सक्षम हैं और अगर आप किसी भी गर्मी हस्तांतरण कार्य स्थानांतरण की गणना करना चाहते हैं जो केवल इस ऐनथालपी के ज्ञान के लिए जाना जाता है एक और तरीका है कभी कभी हम इसे प्रशीतन प्रभाव Qdot E लिखते हैं यदि आप इसे दोहराते हैं QEmh1 h4 ṁ द्रव्यमान प्रवाह दर है जो स्थिर अवस्था स्थिर प्रवाह संचालन के दौरान सभी स्थित बिंदुओं पर स्थिर रहता है और ṁ यह भी हो सकता है कि यह द्रव्यमान प्रवाह दर है इसलिए हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं QEmh1 h4V1v1h1 h4V1h1 h4v1 फिर इस ब्रैकेटेड मात्रा को कभी कभी वॉल्यूम प्रशीतन प्रभाव कहा जाता है इसलिए जबकि प्रशीतन प्रभाव किलोवाट के संदर्भ में प्रतिनिधित्व करता है यह किलोवाट प्रति यूनिट विशिष्ट है या प्रति यूनिट विशिष्ट मात्रा में प्रशीतन मात्रा के संदर्भ में है अब इन एसएसएस चक्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए आइए दो अंत तापमानों के प्रभाव की जाँच करें TC और TE तो पहले हम निरंतर TC के लिए वाष्पीकरण तापमान की जांच करें पिछली स्लाइड से हमने देखा है कि संबंधित प्रदर्शन पैरामीटर और COP की गणना कैसे करें अब हम TE के प्रभाव की जाँच करते हैं इसलिए मैंने TC और TE के विशेष संयोजन के लिए Ph आरेख को प्लॉट किया है चलिए शुरू में कहते हैं कि यह TC का मान है जो स्थिर रहता है यह केस के लिए आपका TE है अब हम केस नंबर दो के लिए एक और TE चुनते हैं TE2 जहां यह TE2 TE1 से कम है अब यदि आप चक्र प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा जब वाष्पीकरणकर्ता का तापमान TE2 है तो इस बिंदु 4 का विस्तार इस बिंदु पर हो जाएगा कुछ 4 से फिर आपकी वाष्पीकरण प्रक्रिया यहां से शुरू होती है और संतृप्त वाष्प रेखा तक आगे बढ़ कर 1 के रूप में अंतिम स्थिति देती है और फिर हमें संपीड़न के लिए अंतिम दबाव पर जाना है इसलिए स्थिर होने की वजह से हमें इसका विस्तार करना होगा वास्तव में मुझे इस तरह से TC और TE नहीं लिखना चाहिए था यह बेहतर होगा कि हम दबावों के संदर्भ में लिखें यह PC के अनुरूप संतृप्ति दबाव है या शायद हम इसे आपके TC के अनुरूप Psat के रूप में लिख सकते हैं यह Psat TE1 के अनुरूप है और दूसरा Psat TE2 के अनुरूप है जो कम तापमान है अब संपीड़न के लिए हमें किसी तरह देखना होगा कि Psat TC के अनुरूप है वही अंतिम दबाव तो आपकी संपीड़न रेखा कुछ इस तरह हो सकती है 2' के अंतिम तापमान तक पहुँचने के लिए और वहाँ से यह उसी स्थिति बिंदु 3 तक पहुँचने के लिए निरंतर दबाव रेखा के साथ आगे बढ़ेगा इसलिए स्थिति के तीन बिंदु बदल रहे हैं केवल एक स्थिति बिंदु जो संक्षेपण के अंत में बिंदु संख्या 3 है वह समान रहने वाला है तो अगर हम अब प्रभावों की जांच करते हैं तो प्रशीतन प्रभाव के बारे में क्या आपका प्रशीतन प्रभाव जो इस Qdot E के संदर्भ में दिया गया है बस एंथैल्पी परिवर्तन के परिमाण की तुलना करें बिंदु 4 और 4 वे समान हैं क्योंकि यह एक थ्रॉटलिंग प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है लेकिन अगर हम 1 की तुलना 1 से करते हैं तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि 1 बाईं ओर स्थानांतरित हो रहा है यह एंथैल्पी मान है जो बिंदु 1 से कम है इसलिए इस T2 के लिए प्रशीतन प्रभाव कम हो जाता है संपीड़न काम Wdot C के बारे में क्या यहां हम निम्न दबाव के स्तर से उच्च दबाव के स्तर पर जा रहे हैं क्योंकि बाष्पीकरणकर्ता दबाव कम हो गया है जबकि अंतिम दबाव कंडेनसर दबाव समान रहता है इसलिए यह बढ़ेगा और इस दो के संयोजन COP है जो कुछ नहीं बल्कि है COPQEWC थ्रॉटलिंग संबंधित डिवाइस के लिए यह निश्चित रूप से कम होगा और महत्व का एक और पैरामीटर उच्चतम तापमान है इसलिए उच्चतम तापमान जो कि यह T2' है जो वाष्पीकरण के तापमान में कमी के कारण भी बढ़ रहा है जो हमेशा वांछनीय चीज भी नहीं है चक्र से जुड़े उच्चतम तापमान में वृद्धि हो रही है प्रशीतन प्रभाव कम हो रहा है संपीड़न कार्य बढ़ रहा है जिससे समग्र सीओपी में कमी आ रही है इसलिए अनुशंसा है हम चाहते हैं कि हमारा TE यथासंभव अधिक हो अब यदि आप TE के दिए गए मान के लिए TC के प्रभाव की जाँच करना चाहते हैं फिर से हमारे पास एक Ph आरेख है आइए हम स्थितियों की पहचान करें यहां बाष्पीकरणकर्ता पक्ष की स्थिति नहीं बदल रही है इसलिए बाष्पीकरण दाब वही रहता है जोकि TE के अनुरूप यह Psat है मान लें कि यह T1 के समान आपका Tsat है और हम कंडेनसर तापमान के उच्च मान के लिए एक और दबाव लेते हैं जो TC2 के अनुरूप Psat है तो इस विशेष चक्र के लिए वह स्थिति क्या होगी बिंदु 3 कहां होना चाहिए यदि बिंदु 3 को संतृप्त तरल होना है तो बिंदु को यहां कहीं होना है तो यह आपका 3 है थ्रॉटलिंग प्रक्रिया इस तक जाएगी 4 की ओर 4 से 1 तक समान ही रहेगा या वाष्पीकरण के अंतिम बिंदु पर एक ही शेष रहेगा अब यह 1 से 2 कम्प्रेशन प्रक्रिया को 2 के रूप में देने वाले दबाव तक बढ़ाया जाएगा और फिर वहाँ से हम इसे आपकी संक्षेपण प्रक्रिया के रूप में प्राप्त करेंगे तो यहां हमारा TC2 TC1 से अधिक है तो इस मामले में Qdot E का क्या प्रभाव है निश्चित रूप से बाष्पीकरण में निकाली गई गर्मी की मात्रा में कमी है Qdot E कम कर रहा है संपीड़न कार्य सबसे कम दबाव समान है लेकिन उच्चतम दबाव बढ़ रहा है संपीड़न कार्य भी बढ़ रहा है जिससे कमी सीओपी है और कंप्रेसर निकास तापमान या चक्र का उच्चतम तापमान T2 जो कि पिछले मामले की तुलना में अधिक है इसलिए फिर से यह भी हानिकारक है यह बाष्पीकरणकर्ता तापमान में कमी और कंडेनसर तापमान में वृद्धि के समान ही सभी संभावित हानिकारक प्रभाव है और इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि TC यथासंभव कम हो लेकिन निश्चित रूप से हम पर्यावरण की स्थिति से विकलांग हैं TC को आसपास के तापमान पर होना चाहिए और इसलिए सर्दियों के मौसम के दौरान TC की आवश्यकता गर्मियों के मौसम में TC की आवश्यकता से काफी कम हो सकती है और इसलिए उसी बाष्पीकरण तापमान के लिए COP गर्मी के मौसम की तुलना में सर्दियों के मौसम मैं काफी बेहतर हो सकता है अब यदि हमें कुछ संख्यात्मक उदाहरणों की जांच करनी है लेकिन इससे पहले आइए देखें कि डेटा की न्यूनतम मात्रा क्या है जिसके साथ हम ऐसी प्रणाली के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं आइए देखते हैं जो चक्र दिया जाता है उसके लिए हमें तापमान TE और TC के साथ दिया जाता है साथ ही हमें TE के अनुरूप hfg और TC के अनुरूप hfg दिया जाता है क्योंकि एक बार जब हम TE और TC और रेफ्रिजरेंट की प्रकृति को जानते हैं तो हम आसानी से hfg का मान प्राप्त कर सकते हैं और हमने तरल और वाष्प दोनों चरणों के लिए विशिष्ट गर्मी के बारे में भी सुना है फिर हम क्या कर सकते हैं बेशक हम सभी स्थिति बिंदुओं को जानते हैं क्योंकि हम TE और TC को जानते हैं कम से कम वहां से हम दूसरों की पहचान कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हम TE जानते हैं हम बाष्पीकरण पक्ष दबाव की गणना TE के अनुरूप संतृप्ति दबाव के बराबर हो सकती है और कंडेनसर साइड दबाव TC के अनुरूप संतृप्ति दबाव के बराबर हो सकता है PEPsatTE PCPsatTC यहां याद रखें TC इस बिंदु से तापमान को संदर्भित करता है इस क्षेत्र पर नहीं क्योंकि इस 2 से तापमान संतृप्ति गुंबद तक बदल रहा है लेकिन अंदर तापमान स्थिर रहता है तो अब आप दबावों को जानते हैं और आप चक्र को प्लॉट कर सकते हैं जैसा कि हम दबाव को जानते हैं तो हम और क्या पहचान सकते हैं अब चक्र से जैसा कि हम वाष्पित पक्ष की स्थिति को जानते हैं हम h1 का मान प्राप्त कर सकते हैं जहाँ h1 TE के मान के अनुरूप hg के बराबर है अब अगर आपको इस दबाव में hf के मान के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम कुछ संदर्भ चुन सकते हैं आइए हम इस 4 से 1 लाइन का विस्तार करके तरल पक्ष को बिंदु 1' तक बढ़ाएं तो 1 वाष्पीकरण तापमान पर संतृप्त तरल के अनुरूप होता है और मान लीजिए hf TE अनुरूप है जोकि 0 kJ kg के बराबर माना जाता है और sf भी उसी TE के अनुरूप 0 kJ kgK के बराबर होना चाहिए TE0 kJkg ये कुछ अलग मान हैं जिन्हें हम चुन रहे हैं संदर्भ का कोई भी विकल्प आपकी गणना में बाधा नहीं डालेगा क्योंकि हम अंततः एंथैल्पी और एंट्रोपी में बदलाव से निपट रहे हैं तो आपका h1 क्या होगा TE और हमने hf को शून्य के बराबर कहा है तो यह बराबर होगा hfg TE और इसी तरह s1 जो समान होना चाहिए s1sgTE उसी तरह से अब यह बन जाता है sfg TE तो हम कंप्रेसर इनलेट पर स्थिति बिंदु 1 पर एन्ट्रॉपी और एंथैल्पी को जानते हैं तो अब कंप्रेसर एग्जिट के लिए हम क्या कर सकते हैं हम जानते है s1s2 isentropic संपीड़न के लिए अब चूंकि यह प्रक्रिया समवर्ती है या जैसा कि हम एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए किसी प्रतिवर्ती प्रक्रिया के लिए यह जानते हैं कि δQTds या dsδQT वहाँ से हम देखते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि संपीड़न प्रक्रिया के लिए s1s2 फिर अगर हम लिखते हैं h3 h1 यही है हम इस बिंदु और इस बिंदु को निकाल रहे हैं फिर हम इसे कैसे अनुमानित कर सकते हैं यदि तरल चरण के लिए विशिष्ट ऊष्मा स्थिर रहती है तो इसे इस प्रकार लगाया जा सकता है h3 h1CpliqT3 T1 यह है CpliqTC TE विशिष्ट को स्थिर मानने और तरल चरण को असंगत मानने पर यह हम आसानी से कर सकते हैं इसी तरह s3 s1Cpliqln T3T1Cpliqln TCTE इसलिए जैसा कि हम तापमान जानते हैं और जैसा कि हमने कहा है कि h1 and s1 को 0 के बराबर होना है इसलिए वहां से हम h3 और s3 के मानो को जानते हैं अब हम संक्षेपण प्रक्रिया के लिए क्या कर सकते हैं संक्षेपण प्रक्रिया के लिए हम जानते हैं कि QCmh2 h3 or qCh2 h3 अब h2 h3h2 h2h2 h3 अब बिंदु 3 के लिए हम पहले से ही मानो को जानते हैं और h2 h3 क्या होगा इस h2 h3 hfg TC को उपर्युक्त समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर h2 h2hfg TC और h2 − h2 क्या है यहां हम सुपरहीट वाष्प के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यदि हम सुपरहीट वाष्प मान लेते हैं और लगातार विशिष्ट ऊष्मा पाते हैं तो हम इसे CP के रूप में इस तरह से अनुमानित कर सकते हैं CpvapT2 T2 TC और हम जानते हैं कि T2 और कुछ नहीं बल्कि Tc है इसलिए समीकरण अब है Cp vapT2 TChfg TC तो केवल एक चीज जो बची हुई है वह बिंदु T2 तापमान बिंदु 2 है अब हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये ऐसी स्थितियां हैं जिनका हमें इसके लिए उपयोग करना है संपीड़न प्रक्रिया के दौरान यदि आप वाष्प को एक आदर्श गैस मानते हैं तो हम इस s1 और s2 को एक दूसरे में आसानी से रख सकते हैं और वहां से हम तापमान T2 के मान की पहचान कर सकते हैं इसलिए हम कुछ ज्ञान के साथ इन सीमित डेटा बिंदुओं को देख सकते हैं हम उपयुक्त संदर्भ द्वारा प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं तो आइए अब हम एक पूर्ण संख्यात्मक उदाहरण देख सकते हैं एक बहुत ही सरल जहां हम एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जो एक रेफ्रिजरेंट के रूप में R134a का उपयोग कर रहा है और एक कंडेनसर और बाष्पीकरण दबाव के बीच एक आदर्श वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र पर काम कर रहा है जो दिया गया है रेफ्रिजरेटर फ्लो रेट दिया गया है और हमें कई चीजे पहचान करनी हैं तो यह चक्र है यहां हम R134a का उपयोग एक माध्यम के रूप में कर रहे हैं तो हमें उसके लिए संपत्ति तालिका का उपयोग करना होगा और एक बार हमारे पास संबंधित संपत्ति तालिका उपलब्ध होगी तो हम आसानी से प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं मान लीजिए कि आपका बाष्पीकरणीय दबाव है PE 014 MPa नीचे वाला तब आपका h1 बराबर होगा h1 PE23915 kJkg और s1sg PE094456 kJKgK अब बिंदु संख्या तीन पर देखने पर हमें पता है PC08 MPa अतः h3hfg PC9547 kJkg और प्रक्रिया 3 से 4 होने से हम जानते हैं कि h4h3 एक ही मान तो केवल इतना है कि हमें इस बिंदु संख्या 2 को देखना है इसलिए हम जानते हैं कि s2s1 और भी P2PC वहाँ से सुपरहीट वाष्प तालिका के लिए इस दो का उपयोग करके हम मान का पता लगा सकते हैं h2 to be 275 39 kJkg हम पहले ही पहले ही इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए पानी को कार्यकारी माध्यम लेकर कई सारी समस्याओं को हल कर चुके हैं तो आप जानते हैं कि मान कैसे प्राप्त करें आपको बस R134a तालिका की आवश्यकता है इसलिए एक बार जब आपके पास सब होंगे तो हम आवश्यक मापदंडों की आसानी से गणना कर सकते हैं जैसे अगर आप शीतलन दर प्राप्त करना चाहते हैं QEmh1 h4 जोकि 718 kW होगा इस केस में फिर पर्यावरण के लिए गर्मी अस्वीकृति की दर जो है QCmh2 h3 इसलिए यह 90 kW के रूप में आएगा कंप्रेसर बिजली की आवश्यकता WCmh2 h1 और यह भी एक के रूप में लिखा जा सकता है QC QE या तो आप दोनों मामले में गणना कर सकते हैं कि आपको यह 181 kW मिलने जा रहा हैं और यदि आप इसे अपने COP से जोड़ते हैं जो है COPQEWC397 तो संपीड़न काम इनपुट की प्रत्येक इकाई के लिए आपको इसके लिए लगभग 4 गुना प्रशीतन प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है इसलिए और मैं आपके लिए एक कार्य छोड़ रहा हूं थ्रॉटलिंग वाल्व का उपयोग करने के बजाय अगर आप यहां एक टरबाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इसके बजाय प्रक्रिया 3 से 4 तक प्रक्रिया 3 से 4s तक जा रही है जहां 4s टरबाइन के एक्जिट स्थिति को दर्शाता है फिर आपको इन सभी मापदंडों के लिए गणना को दोहराना होगा केवल इस मामले में आपकी आवश्यक जानकारी h4s का मान है तो h4s के रूप में गणना की s3s4s तो s3 का मान आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं और बिंदु 4s पर गुणवत्ता की गणना कर सकते हैं और उस गुणवत्ता से आप h4s प्राप्त कर सकते हैं फिर आप इन सभी मापदंडों की गणना दोहरा सकते हैं केवल एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि इस मामले के लिए सीओपी लगभग 507 होगा जो अंतिम मान में लगभग 25 से 30 की वृद्धि है यदि आप थ्रॉटलिंग डिवाइस के बजाय एक टरबाइन का उपयोग कर रहे हैं लेकिन जैसा कि मैंने व्यावहारिक रूप से उल्लेख किया है कि बहुत मुश्किल है अब एक वास्तविक स्थिति में कई अनियमितताएं या अपरिवर्तनीयताएं हो सकती हैं जो आपके एसएसएस चक्र में यहां दिखाए गए अनुसार मौजूद हो सकती हैं यहां हमारे पास कई चीजें हो सकती हैं जैसे कि कंप्रेसर में आइसनटॉपिक क्षमता हो सकती है और इसलिए बिंदु 1 से शुरू होने के बजाय अगर आप बिंदु 2 तक पहुंच गए हैं तो हम यहां 2' तक पहुंच सकते हैं तो हमें कंप्रेसर के लिए एक isentropic दक्षता को परिभाषित करने की जरूरत है तो कंप्रेसर के लिए isentropic दक्षता ηc है इस मामले में यह न्यूनतम आवश्यक कार्य इनपुट के बराबर होगा जो कि आइसेंट्रोपिक प्रक्रिया का पालन कर रहा है यह h2 − h1 वास्तविक कार्य इनपुट आवश्यकता से विभाजित है जिसे h2 − h1 की आवश्यकता है तो यहाँ निश्चित रूप से हम दबाव स्तर के एक ही होने की बात कर रहे हैं और तदनुसार आप इस h2' के मान की गणना कर सकते हैं या बिंदु 2' को चिन्हित हम दबाव के नुकसान की एक महत्वपूर्ण राशि की गणना भी कर सकते हैं जैसे कि यदि रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर निकास से आगे बढ़ रहा है और यह बिंदु 2 और 3 के बीच कंडेनसर तक पहुंच रहा है तो हमारे पास दबाव की हानि की कुछ मात्रा हो सकती है इसी तरह कंडेनसर से थ्रॉटलिंग वाल्व थ्रॉटलिंग वाल्व निकास से वाष्पीकरण तक हम एक महत्वपूर्ण मात्रा में दबाव के नुकसान की गणना कर सकते हैं तो इन सभी दबाव के नुकसानों को एक वास्तविक चक्र का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए इस उदाहरण की तरह जो मैंने यहां लिया है मैं उसी रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका उपयोग मैंने पिछले अभ्यास में किया था लेकिन यहां सुपरहीटेड वाष्प यहां मेरा चक्र इस तरह है जहां सुपरहीट वाष्प 014 MPa पर और 10℃ पर कंप्रेसर में प्रवेश कर रहा है तो हमारे स्थिति में कंप्रेसर इनलेट संतृप्त वाष्प नहीं बल्कि सुपरहीट वाष्प है अक्सर हम कंप्रेसर में किसी भी तरह की छोटी बूंद से पूरी तरह से बचने के लिए ऐसा करना चाहते हैं और बिंदु 2s तक पहुंचने के बजाय यह वास्तव में बिंदु 2 तक पहुंच रहा है जब परिस्थितियां 50℃ में 08 MPa हैं प्रशीतक संघनक में 26℃ और 072 MPa में ठंडा होता है इसे देखें कंडेनसर इनलेट पर दबाव 08 MPa है और आउटलेट पर यह 072 MPa है तो लगभग 008MPa 08bar के करीब दबाव का नुकसान कंडेनसर के अंदर हुआ है और भी कंडेनसर निकास की स्थिति संतृप्त तरल की नहीं है बल्कि यह उप तरल तरल की है यह भी है कि कभी कभी आप इसमें से कुछ और अधिक मात्रा में प्रशीतन प्रभाव निकालना चाहेंगे और इसे 015 MPa तक थ्रोटल किया जाता है जो कि यह है इसलिए जब यह बाष्पीकरणीय इनलेट से बाष्पीकरणीय एग्जिट से बाहर निकलता है तो 001 MPa की दबाव हानि होती है कनेक्टिंग पाइप में दबाव के नुकसान में किसी भी गर्मी हस्तांतरण की उपेक्षा करते हुए हमें शीतलन दर इसमें शामिल गर्मी अस्वीकृति की दर कंप्रेसर बिजली की आवश्यकता और चक्र सीओपी का निर्धारण करना होगा तो हमें सभी स्थिति बिंदुओं 1 2 3 और 4 के लिए मान प्राप्त करने की आवश्यकता है फिर तालिका से एंथैल्पी और फिर आप आसानी से आवश्यक मापदंडों की पहचान कर सकते हैं और मैं अंतिम मान दे रहा हूं इस मामले के लिए सीओपी 393 के बराबर होगा तो COP में मामूली कमी आई है लेकिन Qdot E जो वाष्पीकरण लोड है या मुझे कहना चाहिए कि शीतलन क्षमता वह 793 किलोवाट तक आ गई है तो यह भी पिछले एक की तुलना में बदल गई है कृपया इस संख्या को अपने दम पर प्राप्त करने के लिए इस सरल गणना को करें अब मैं रेफ्रिजरेट पर लगभग 10 मिनट के आसपास बात करना चाहूंगा जिसे हम आमतौर पर वाष्प संपीड़न प्रशीतन चक्र में उपयोग करते हैं रेफ्रिजरेंट मोटे तौर पर तीन प्रकार के हो सकते हैं पहला प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है प्राकृतिक प्रशीतक बेशक कई हो सकते हैं लेकिन मैं उनमें से तीन के बारे में उल्लेख कर रहा हूं उनमें से एक अमोनिया है अमोनिया एक सदियों पुराना प्रशीतक है यह सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट में से एक है और इसीलिए यह काफी प्रसिद्ध है इसकी विशेषता सामान्य क्वथनांक 35 ℃ बहुत फायदेमंद है हम आसानी से अमोनिया का उपयोग कर काफी कम तापमान पर जा सकते हैं जहां यह काम करने का माध्यम है और इसमें बहुत अच्छा थर्मोडायनामिक गुण भी हैं काफी अच्छी तरह से जाना जाता है और काफी अलग थर्मोडायनामिक गुण हैं तो एक प्रशीतक के रूप में अमोनिया के यह फायदे हैं लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं जैसे अमोनिया विषाक्त है अमोनिया में बहुत बुरी गंध है तो बहुत उपयोगी नहीं है अगर यह आसपास के वातावरण में लीक हो जाता है और यह प्रतिक्रियाशील है तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कुछ निश्चित सामग्रियां विशेष रूप से तांबे के लिए के लिए प्रतिक्रियाशील है जो कि कंडेनसर और बाष्पीकरणकर्ताओं में हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग किया जाता है अतः यदि हम अमोनिया को प्रशीतक के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो हम तांबे जैसी सामग्री का उपयोग नहीं कर सकते सैद्धांतिक रूप से किसी भी प्रकार का पदार्थ जो वाष्पित हो सकता है प्रशीतक के रूप में कार्य कर सकता है लेकिन कुछ रेफ्रिजरेंट हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल करते रहते हैं इसलिए अमोनिया उनमें से पहला है दूसरा आधुनिक समय के लिए और निकट भविष्य के लिए भी बहुत ही लोकप्रिय है कार्बन डाइऑक्साइड है फिर यह बहुत आसानी से उपलब्ध है यह गैर विषैले गैर ज्वलनशील है तो अमोनिया की तरह विषाक्तता का कोई मुद्दा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का 55℃ का एक सामान्य क्वथनांक बिंदु है जो बहुत कम तापमान पर जाने में सक्षम है और इसमें कुछ परिस्थितियों में बहुत अनुकूल थर्मोडायनामिक गुण हैं जो अमोनिया से भी बेहतर हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ समस्या इसका क्रांतिक तापमान बहुत कम है इसका क्रांतिक तापमान केवल 32℃ के क्रम के आसपास है तो यह केवल इस तापमान के नीचे या इस तापमान से नीचे चरण परिवर्तन प्रक्रिया से गुजर सकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चरण परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आपके कंडेनसर का तापमान भी इससे बहुत कम होना चाहिए इसी तरह इसमें बहुत अधिक ऑपरेटिंग दबाव होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ट्रिपल पॉइंट दबाव लगभग 5 bar होता है इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के तरल चरण के क्रम में इसके ऊपर एक दबाव स्तर पर काम करना होगा याद रखें ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के नीचे कि हमारे पास तरल चरण नहीं हो सकता है इसलिए हमें इस दबाव के स्तर से ऊपर काम करना होगा लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड काफी उपयोगी है और हाल के संशोधनों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बड़े पैमाने पर संबद्धता के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ एक मुद्दा वाष्पीकरण की उनकी अव्यक्त गर्मी है या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन काफी अधिक है इसलिए बड़े पैमाने पर प्रणालियों के लिए ही अधिक उपयुक्त है इसके विपरीत सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसी चीज है जो छोटे पैमाने की प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि इसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कम होती है और इसलिए उच्च द्रव्यमान प्रवाह दर देता है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग प्रशीतन उद्योग में बहुत कम किया गया है हम पानी को रेफ्रिजरेंट में से एक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पानी प्रशीतन के रूप में बहुत अनुकूल गुण नहीं है विशेष रूप से आप जानते हैं कि पानी 0℃ पर जम जाता है और इसलिए हम पानी को रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं जब हम बाष्पीकरण तापमान 0 ℃ के आसपास होते हैं हाइड्रोकार्बन का भी थोड़ा उपयोग किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का एक और बड़ा नुकसान है कि जब यह पानी के साथ मिश्रित होता है तो यह सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है जो अत्यधिक संक्षारक होता है अगले प्रकार के रेफ्रिजरेट हमारे पास सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट हैं अब सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट आपने नाम सुने होंगे उपयोग में तीन प्रकार के बहुत लोकप्रिय नाम हैं एक CFC है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को संदर्भित करता है यानी यहां क्लोरीन और फ्लोरीन है हम केवल हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वहां हाइड्रोजन अणु को क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है तब हमारे पास HCFC भी हो सकता है जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जहां हमारे पास हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होता है तो यह एचसीएफसी है और अंत में हमारे पास एचएफसी हो सकता है जहां हमारे पास क्लोरीन बिल्कुल नहीं है यह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अणु से क्लोरीन को पूरी तरह हटाने की बात करता है यह कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो ये सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट हैं CFCs और HCFC का बड़े पैमाने पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है लेकिन पर्यावरणीय मुद्दों के कारण जैसा कि हम जल्द ही देख रहे हैं वे धीरे धीरे एचसीएफसी के पक्ष में और एचएफसी के पक्ष में और अधिक चरणबद्ध हो रहे हैं इसलिए भविष्य में हमारे पास सीएफसी और एचसीएफसी से चलाने वाली कोई रेफ्रिजरेशन प्रणाली नहीं मिलेगी लेकिन एचएफसी और अन्य प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट पर अधिक विचार क्लोरीन आधारित सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट को हटाने का है और यही कारण है कि CFCs और HCFC को चरणबद्ध किया जा रहा है हमारे पास मिश्रण भी हो सकते हैं हमारे पास azeotropic या गैर azeotropic मिश्रण हो सकते हैं जिनका उपयोग भी किया जाता है अब एक प्रशीतक के चयन के लिए प्रशीतक के कई गुणों के बारे में चिंतन करना है एक प्रकार के गुण थर्मोडायनामिक और थर्मोफिजिकल गुण हैं और पहले संतृप्ति दबाव का स्तर है तो बाष्पीकरण दाब यथासंभव अधिक होना चाहिए जैसा कि हमने देखा है कि वाष्पीकरण का तापमान यथासंभव अधिक होना चाहिए इसी के अनुरूप वाष्पीकरण दाब भी यथासंभव अधिक होना चाहिए क्योंकि यदि वाष्पीकरण दाब वायुमंडलीय स्तर के अधिक निकट होता है तो वाष्पीकरण रेखा में हवा के रिसाव की समस्या बहुत कम होगी और रिसाव का पता लगाना भी कम होगा और साथ ही उच्च दबाव संबंधित गैस की विशिष्ट मात्रा को कम करता है इसलिए हमें गैस की कम मात्रा के साथ सामना करना है और इसलिए उपकरण का आकार छोटा होगा फिर कंडेनसर का दबाव जितना संभव हो उतना कम होना चाहिए इस कंडेनसर दबाव के विपरीत हमेशा बाष्पीकरणीय दबाव से अधिक होता है लेकिन जितना उच्च दबाव उतना अधिक मोटा पाइप जिसकी हमें आवश्यकता होती है और इसलिए यदि कंडेनसर दबाव को कुछ प्रबंधनीय स्तर पर रखा जा सकता है तो हम बहुत पतले पाइप बहुत पतले वाल्व हीट एक्सचेंजर्स का उपयोग कर सकते हैं और यह भी संचालित करने के लिए अधिक सुरक्षित है और एक अन्य लाभ यह है कि वाष्पित दबाव और कंडेनसर दबाव एक दूसरे के करीब हैं तो संपीड़न कार्य की आवश्यकता जो दक्षता में वृद्धि के लिए नीचे आती रहेगी एक और बिंदु जो संतृप्ति दबाव से संबंधित है कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जितना संभव हो उतना अधिक होनी चाहिए यह बहुत तर्कसंगत है क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जितनी अधिक होगी उच्चतर चरण परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान निकाली गई ऊर्जा की मात्रा उतनी ही अधिक होगी विशेष रूप से वाष्पीकरण पक्ष में तो हमारे पास शीतलन क्षमता की उच्च मात्रा हो सकती है तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की अधिक मात्रा हमें Q dot E की अधिक मात्रा देती है दूसरा बिंदु विशिष्ट गर्मी है लेकिन इससे पहले मुझे यह उल्लेख करना होगा कि ये तीन बिंदु एक दूसरे के साथ संगत नहीं हैं बहुत बार हमें यह जाँचने के लिए कि तीनों के बीच किसी तरह का समझौता करना पड़ता है किं कितना अधिक मेधावी होता है विशिष्ट गर्मी के लिए वाष्प के लिए विशिष्ट गर्मी यथासंभव अधिक होनी चाहिए ताकि आपको बहुत अधिक ताप के लिए न जाना पड़े जबकि तरल के लिए विशिष्ट ऊष्मा यथासंभव कम होनी चाहिए क्योंकि कंडेनसर में जब हमsubcooling के लिए जाते हैं तो हम इस तरल के लिए महत्वपूर्ण तापमान परिवर्तन और थ्रॉटलिंग में तापमान परिवर्तन के लिए जा सकते हैं जो छोटा हो जाता है विशिष्ट गर्मी का अनुपात यह कम होना चाहिए क्योंकि विशिष्ट गर्मी का अनुपात जितना कम होगा कम से कम कंप्रेसर की आवश्यकता होगी तो यह भी याद रखने के लिए बहुत दिलचस्प बिंदु है अब महत्वपूर्ण तापमान निश्चित रूप से अधिकतम तापमान से अधिक होना चाहिए जिस पर आप काम करना चाहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए महत्वपूर्ण तापमान इतना कम है कि सामान्य वायुमंडलीय स्थिति के तहत तापमान महत्वपूर्ण तापमान से अधिक हो सकता है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सामान्य वायुमंडलीय स्थिति के तहत चरण परिवर्तन सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता है इसलिए महत्वपूर्ण तापमान अधिक होना चाहिए फिर कई छोटे बिंदु हैं जैसे कि ठंड का तापमान यथासंभव कम होना चाहिए पानी के साथ एक बड़ा बिंदु पानी के साथ एक बड़े नुकसान में ठंड का तापमान होता है जो बाष्पीकरण में हमारी जरूरत के काफी करीब है और इसलिए पानी को आमतौर पर प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तब किसी भी तरह के संपीडन प्रभाव से बचने के लिए सोनिक वेग अधिक होना चाहिए हीट एक्सचेंजर में ऊष्मा अंतरण की उच्चतर तापीय चालकता पाइपलाइनों में घर्षण नुकसान या दबाव ड्रॉप से बचने के लिए कम श्यानता गुणों का दूसरा समूह सुरक्षा और आर्थिक आधारित गुण हैं यहां वह विषाक्तता बहुत महत्वपूर्ण है प्राकृतिक रेफ्रिजरेट जैसे अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड अत्यधिक विषाक्त हैं R 11 और R 12 जैसे सिंथेटिक रेफ्रिजरेट वे सामान्य स्थिति में गैर विषैले होते हैं लेकिन जब वे किसी तरह की खुली लौ के करीब आते हैं तो वे अत्यधिक विषाक्त गैसों का उत्पादन करते हैं इसलिए आपको उनका उपयोग करते समय सावधान रहना होगा फिर ज्वलनशीलता प्रशीतक कम से कम काम करने की सीमा के भीतर गैर ज्वलनशील होना चाहिए इसे जलना शुरू नहीं करना चाहिए सामग्री संगतता महत्वपूर्ण है जैसे हमने तांबे के साथ अमोनिया की संगतता या गैर संगतता के बारे में बात की है इसी प्रकार जो सामग्री आप अपनी पाइपलाइन के लिए उपयोग कर रहे हैं वह आपके प्रशीतक के अनुकूल होनी चाहिए प्रारंभिक और चल रही लागत प्रबंधनीय होनी चाहिए और अंत में पर्यावरण के मुद्दे पर्यावरण के मुद्दों के संदर्भ में हम दो मापदंडों के बारे में बात करते हैं एक है ODP ओजोन डेप्लियन पोटेंशियल अन्य है GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दोनों ही आजकल बहुत बात की जाने वाली है यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की संभावित बातें पर्यावरण में तापमान के स्तर को बढ़ाने में रेफ्रिजरेंट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताती हैं मैं GWP की गणना कैसे की जाती है इसके तकनीकी विवरण में नहीं जा रहा हूं लेकिन एक जानकारी जो आपके पास हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड की GWP या मुझे दूसरे तरीके से लिखना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जीडब्ल्यूपी 1 के मान के रूप में मनमाना सेट किया गया है और जिसके आधार पर अन्य रेफ्रिजरेंट को मापा जाता है कुछ रेफ्रिजरेंट में CO की तुलना में GWP की मात्रा काफी अधिक होती है R 12 की तरह R 12 की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता जो 8000 के क्रम की है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यह 8000 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग का कारण होगी जबकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और HFC के बारे में बात करें जो कि आधुनिक रेफ्रिजरेंट R134a है जो कि लगभग 1500 है तो हालांकि HFC के पास इसमें किसी भी तरह का क्लोरीन नहीं है इसलिए इनका ओजोन परत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और काफी उच्च ग्लोबल वार्मिंग क्षमता होती है अब मैं ओडीपी पर जाता हूं ओडीपी ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल को संदर्भित करता है ओडीपी के लिए R 11 मुझे R 11 के लिए ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल लिखना चाहिए जोकि मनमाने रूप से 1 निर्धारित है यह कार्बन डाइऑक्साइड की जीडब्ल्यूपी के समान है और इसके आधार पर सब कुछ स्केल किया गया है कुछ रेफ्रिजरेट बहुत अधिक ozone depletion potential रखते हैं कुछ रेफ्रिजरेटर काफी कम उस R134a की तरह जिसके बारे में बात कर रहे हैं जोकिं HFC है इस R134a के लिए इसकी ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल एक निरपेक्ष शून्य के बराबर है इसका ओजोन परत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन एक महत्वपूर्ण ग्लोबल वार्मिंग क्षमता हो सकती है ओजोन विक्षेपण का विचार यह है कि यूवी किरणों की उपस्थिति में ओजोन ऑक्सीजन में परिवर्तित हो सकती है और क्लोरीन की उपस्थिति से यह विशेष अभिक्रिया जल्दी हो जाती है तो जिस प्रकार के रेफ्रिजरेंट में उनकी आणविक संरचना में क्लोरीन होता है जब रेफ्रिजरेंट परिवेश में मुक्त हो जाते हैं और जब वे उच्च वायुमंडल में पहुँचने में सक्षम होते हैं तो वे आम तौर पर परिवेश में रक्तस्राव क्लोरीन या खुले मुक्त क्लोरीन का विघटन करते हैं और वह मुक्त क्लोरीन ओजोन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है ताकि सामग्री वापस ऑक्सीजन में परिवर्तित हो सके जिससे ऊपरी वायुमंडल में ओजोन एकाग्रता में कमी हो सकती है यही कारण है कि हम इस ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल का उल्लेख करते हैं विभिन्न रेफ्रिजरेंट में विभिन्न प्रकार के ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल होती है और प्राथमिक केवल इस विचार के कारण सीएफसी और एचसीएफसी जिनके अणु में क्लोरीन है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं उन्हें हटाया जा रहा है जबकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की आणविक संरचना में क्लोरीन नहीं होता है इसलिए उनकी ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल शून्य होता है लेकिन फिर भी ग्लोबल वार्मिंग पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है तो किसी भी प्रशीतक का चयन करते समय इन विभिन्न मापदंडों पर विचार किया जाना चाहिए अगली बात जिस पर हमें विचार करना है वह रेफ्रिजरेंट का नामकरण परंपरा है जो कि R 11 R 12 R 27 है लेकिन आज मैं समय से बाहर भाग गया मैं यहां खुद को रोकना चाहूंगा अगली कक्षा में मैं नामकरण परंपरा के बारे में बात करूंगा और फिर मैं वाष्प संपीड़न के कुछ अन्य पहलुओं और बाद में वाष्प अवशोषण प्रशीतन प्रणाली के लिए आगे बढ़ूंगा इसलिए आज हमने आदर्श मानक संतृप्त एकल चरण चक्र के बारे में बात की है हमने देखा है कि डेटा का एक पूरा सेट और सीमित डेटा का उपयोग करके विश्लेषण कैसे किया जाए फिर हमने वास्तविक चक्र के बारे में बात की है यहाँ हम दबाव के नुकसान रेफ्रिजरेंट आदि ले सकते हैं और अंत में हमने रेफ्रिजरेंट विशेष रूप से रेफ्रिजरेंट की विभिन्न श्रेणियों और प्रशीतन के चयन के बारे में बात की है रेफ्रिजरेंट्स का नामकरण परंपरा कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था लेकिन अगली कक्षा में मैं उसी बिंदु से शुरू करूंगा इसलिए तब तक इस व्याख्यान को संशोधित करें और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो मुझे वापस लिखें धन्यवाद